प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हमने रूट डेवलपमेंट शुरू किया था जिसे हम जारी रखेंगे आपने पहले वाले व्याख्यान में इस स्लाइड को देखा है रूट डेवलपमेंट की प्रक्रिया के दौरान तीन प्रमुख चरण होते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम टिशू पैटर्निंग और रूट ब्रांचिंग जो कि लेटरल रूट डेवलपमेंट है पिछली कक्षा में हमने इस बारे में चर्चा की थी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम को कैसे बनाए रखा जाता है यह बड़ी संख्या में स्टेम सेल्स का उत्पादन या उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है सेल्स का एक समूह होना जरूरी है जो हमेशा विभाजित होना चाहिए और वे उन सेल्स को जन्म देते हैं जो डिफरेन्शीऐशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं और पहली और महत्वपूर्ण बात जो एपिक रूट मेरिस्टेम को बनाए रखने के लिए होती है वह है स्टेम सेल निच यह वह क्षेत्र है जो स्टेम सेल निच है जो सेल इस डोमेन में मौजूद हैं वे स्टेम सेल हैं उनके पास स्टेम सेल प्रॉपर्टी है वे विभाजित कर सकते हैं और वे डिफरेन्शीऐशन के बाद के चरण के लिए सेल प्रदान कर सकते हैं और उनकी स्थिति QC के सापेक्ष होती है जो सेल्स QC के सीधे संपर्क में होती हैं वे एक स्टेम सेल के रूप में बनी रहती हैं अगला कदम डिफरेन्शीऐशन है प्रारंभिक सेल्स जो अपनी स्थिति पर निर्भर करते हैं कोशिका विभाजन के बाद उनकी डॉटर कोशिकाएं अलग पहचान लेती हैं एक बार जब यह कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं तो मान लें कि यह कोशिका है और यह यहाँ विभाजित होती है दो डॉटर कोशिकाएंहैं डॉटर कोशिकाएं जो कि QC की ओर होती हैं यह एक स्टेम सेल या प्रारंभिक के रूप में बनी रहती हैं लेकिन डॉटर कोशिकाएं जो दूर होती है वह डिफरेन्शीऐशन की प्रक्रिया में प्रवेश करती है और अभी अभी मैंने कहा कि इस कोशिका का भाग्य इस कोशिकाओं में डिफरेन्शीऐशन प्रोग्राम कोशिकाओं की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करेगा उदाहरण के लिए यदि आप यहां देखें यह इनिशॅल है जिसे CEI कहा जाता है जो कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस के लिए इनिशॅल है आप यहां देख सकते हैं दोनों परतें कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस एकल कोशिकाओं से उत्पन्न हैं इसी तरह यह इनिशॅल एपिडर्मिस और लेटरल रूट कैप के लिए है यह कैसे होता है यह हम बाद में देखेंगे ये इनिशियल्स कोलुमेला कोशिकाओं के लिए हैं जो कोलुमेला को बढ़ाती हैं और ये संवहनी कोशिकाएं इनिशॅल हैं जो संवहनी ऊतकों को बढ़ाती हैं यदि आप बीज को लेते हैं यदि आप एक पौधे को लेते हैं और अंकुरित करते हैं तो बहुत प्रारंभिक अवस्था में जैसा कि आप देख सकते हैं यह भ्रूणजनक अवस्था में पैटर्न को परिभाषित किया गया है लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कोशिका विभाजन की दर कोशिका विभाजन की तुलना में थोड़ी अधिक है सेल डिफरेन्शीऐशन से अधिक लेकिन निश्चित समय बिंदु पर सेल विभाजन की दर और सेल डिफरेन्शीऐशन की दर के बीच संतुलन होना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक ही समय में उचित मात्रा में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को बनाए रखा जाए जिससे डिफरेन्शीऐशन के लिए आवश्यक कोशिकाओं की पर्याप्त मात्रा प्रदान की जाए डिफरेन्शीऐशन का एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम असममित कोशिका विभाजन है आप कह सकते हैं कि यह पौधे के विकास के जीवन चक्र में डिफरेन्शीऐशन प्रोग्राम के कई चरणों में पहला कदम है यदि आप भ्रूणजनन को याद करते हैं ज़ाइगोट का पहला कोशिका विभाजन प्रकृति में असममित है असममित का मतलब दो डॉटर कोशिकाएं का उत्पादन करना है जो बिल्कुल समान नहीं हैं इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये इनिशियल हैं जो कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस के लिए हैं कोशिका विभाजन के बाद यह दो कोशिकाएं उत्पन्न करेगा जो सेल QC के साथ संपर्क में है सीईआई CEI के रूप में रहेगा लेकिन यह सेल विभेदन की प्रक्रिया से गुजरेगा और एक बार विभेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्या होता है सेल डिवीजन का एक और दौर शुरू होता है यह कोशिका विभाजन है और अब यह कोशिका विभाजन प्रकृति में अलग है तो सेल डिवीजन के प्लेन का रिओरियंटेशन है यदि यह कोशिका विभाजन पेरिकेलिनल है तो इसे एंटीकाइनल कहा जाता है और यह कोशिका विभाजन अनिवार्य रूप से यहाँ से दो परतों को उत्पन्न करता है एक परत जो एंडोडर्मिस देने वाली है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और बाहरी परत जो कोर्टेक्स बनाने जा रही है इसी प्रकार यदि आप इस इनिशियल को देखते हैं तो यह एपिडर्मिस और लेटरल रूट कैप इनिशियल है यह इनिशियल दोबारा कोशिका विभाजन के पहले दौर से गुजरता है कोशिका विभाजन के बाद जो आंतरिक कोशिकाएं जो स्टेम सेल निच के संपर्क में होती हैं या एक भाग के रूप में होती हैं स्टेम सेल्स के रूप में बनी रहेंगी लेकिन अन्य आंतरिक परतें यह एक और कोशिका विभाजन शुरू करती हैं और एपिडर्मिस को बढ़ाती हैं जबकि बाहरी कोशिकाएं इसे लेटरल रूट कैपदेने के लिए एक विशिष्ट सेल डिफरेन्शीऐशन प्रोग्राम की प्रक्रिया से गुजरेंगी तीसरा इनीशियल अगर आप देखेंगे तो ये कोलुमेला प्रारंभिक सेल हैं यह कोलुमेला प्रारंभिक कोशिकाएं फिर से कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरती हैं और वे स्टेम सेल संपत्ति को उन कोशिकाओं में बनाए रखती हैं जो QC के ठीक नीचे होती हैं लेकिन वे कोशिकाएं जो QC से दूर होती हैं वे कोलुमेला विशिष्ट डिफरेन्शीऐशन कार्यक्रम की प्रक्रिया से गुजरती हैं उनकी स्थिति के आधार पर संवहनी इनीशियल पेरिकिसाइल इनीशियल हो सकती है वे प्रोटोक्साइलम इनीशियल मेटैक्साइलम इनीशियल और प्रिकैम्बियम इनीशियल या फ्लोएम इनीशियल हो सकते हैं इस सभी मामले में डिफरेन्शीऐशन की प्रक्रिया पहले एक असममित सेल डिवीजन में शुरू होती है फिर यह सेल डिवीजन और सेल डिफरेन्शीऐशन प्रोग्रामिंग की बहुत सारी प्रोग्रामिंग एक साथ गुजरती है और बहुत सारे जीन जो रेगुलेट हो रहे हैं या जो सक्रिय हो रहे हैं वे इस प्रक्रिया को रेगुलेट कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे हम इसका कुछ उदाहरण लेंगे और हम चर्चा करेंगे कि यह कैसे होता है तो यदि आप कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस के डिफरेन्शीऐशन को ले लेते हैं तो कोर्टेक्स एंडोडर्मिस प्रारंभिक कोशिकाएं इसे असममित कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरती हैं लेकिन रेगुलेटर क्या हैं इसलिए यदि आप अपनी पिछली कक्षा को याद करते हैं तो आपको दो प्रोटीन SHORTROOT प्रोटीन और SCARECROW प्रोटीन याद हैं वे न केवल स्टेम सेल रखरखाव को रेगुलेट करने में मदद करते हैं बल्कि एंडोडर्मिस को एक विशिष्ट पहचान देने में भी मदद करते हैं SCARECROW प्रोटीन RETINOBLASTOMA प्रोटीन की तरह प्रोटीन से फिजिकली इंटरेक्ट करने के लिए पाया गया है SCARECROW प्रोटीन SHORTROOT और RBR के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है लेकिन उनका इंटरेक्शन पूरी तरह से अलग है और ये तीन महत्वपूर्ण अवशेष ACA यह RBR के साथ SHORTROOT प्रोटीन के इंटरेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है यदि आप इस अवशेषों को म्यूटएट करते हैं तो SCR RBR के साथ सहभागिता खो देगा लेकिन SHORTROOT प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन बाधित नहीं होती है और ये कैसे रेगुलेट करते हैं हम यहां देखने जा रहे हैं यह एक योजनाबद्ध डायग्राम जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं यहाँ आपके पास SCARECROW प्रमोटर ड्राइविंग SCARECROW YFP फ्यूजन प्रोटीन scarecrow 4 म्युटेंट पृष्ठभूमि में है यह जंगली प्रकार के करीब है आपके पास scarecrow म्यूटेंट है लेकिन यह म्युटेंट फेनोटाइप YFP फ़्यूज्ड SCARECROW प्रोटीन द्वारा पूरक हो रहा है लेकिन यदि आप SCR और RBR के बीच इंटरेक्शन को म्यूटेट करते हैं तो क्या होता है कि आप कुछ फ़िनोटाइप देखना शुरू कर सकते हैं और एक फेनोटाइप आप यहां देख सकते हैं कि एक अतिरिक्त परत का गठन है आम तौर पर CEI से जंगली प्रकार में केवल दो परतें बनती हैं और इस दो परतों में बाहरी परत हमेशा एक कॉर्टेक्स के रूप में रहती है और आंतरिक परत एंडोडर्मिस में डिफरेंटशिएट करती है लेकिन यहां अगर आप इस बाधित इंटरेक्शन म्यूटेंट में देखते हैं तो क्या हो रहा है यह जंगली प्रकार है आपके पास केवल एक कोर्टेक्स या समकक्ष जंगली प्रकार है और आपके पास केवल एक एंडोडर्मिस है लेकिन जब आप इन अवशेषों को म्यूटेंट करते हैं जब आप SCR और RBR के बीच इस इंटरेक्शन को बाधित करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस के बीच अतिरिक्त परत है यह बताता है कि सेल डिवीजन पैटर्न को रेगुलेट करने में SCR और RBR के बीच यह इंटरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है एक और महत्वपूर्ण जीन जिसे CYCLIN D6 कहा जाता है यहाँ इसके प्रमोटर फ्यूजन निर्माण का उपयोग किया गया है यह जीन विशेष रूप से CEI की डॉटर कोशिकाओं में व्यक्त किया जाता है इसलिए जब CEI कोशिका विभाजन के पहले दौर से गुजरता है तो आप देख सकते हैं CYCLIN D जीन व्यक्त होता है लेकिन इसके तुरंत बाद इसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से गायब हो जाती है जिसका अर्थ है कि इस बात की संभावना है कि SCR RBR या यह जेनेटिक रेगुलेटर्स इसकी अभिव्यक्ति को सक्रिय कर रहा है जिसे आप बाद में विस्तार से देखेंगे और यह दिलचस्प हो सकता है क्योंकि जब आप SCR और RBR के बीच इस इंटरेक्शन को बाधित करते हैं तो आप देखते हैं कि एक अतिरिक्त परत है और CYCLIN D6 की अभिव्यक्ति का विस्तार होता है तो यह दोनों परतों में फैलता है यह बताता है कि यह इंटरैक्शन न केवल सेल लेयर्स की संख्या को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है बल्कि CYCLIN D के अभिव्यक्ति डोमेन को सीमित करने या रेगुलेट करने में भी महत्वपूर्ण है यदि आप यहां देखें तो एक और महत्वपूर्ण बात औक्सिन एक महत्वपूर्ण पौधा हार्मोन है और बहुत सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है यह ऑक्सिन के साथ ट्रीट किया हुआ प्लांट है या ऑक्सिन के स्तर में वृद्धि होती है और यहां भी विशेष रूप से जड़ों में ऑक्सिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यदि आप ऑक्सिन के साथ इस पौधे को प्रेरित करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अतिरिक्त परतें हैं और इन अतिरिक्त परतों में CYCLIN D की एक प्रेरित अभिव्यक्ति है लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अतिरिक्त परतों में से आपकी एंडोडर्मिस केवल सबसे भीतरी परत है जैसा कि आप SHORTROOT प्रोटीन के स्थानीयकरण पैटर्न से देख सकते हैं जो हमेशा एंडोडर्मिस में भी होता है एक और महत्वपूर्ण बात अगर आप देखते हैं यह SHORTROOT GR फ्यूजन के साथ पूरक SHORTROOT प्रोटीन है यदि आप याद करते हैं कि हमने चर्चा की है कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए ग्लुकोकॉर्टीकॉइड रिसेप्टर संलयन इसे इस तरह से इन्डयूसबल बनाता है कि जब आप डेक्सामेथासोन के साथ ट्रीट करते हैं तो केवल और केवल यह प्रोटीन नाभिक में प्रवेश करेगा और अपना कार्य करेगा लेकिन अगर आप इन्डयूस नहीं करते हैं तो वहां प्रोटीन है लेकिन प्रोटीन नाभिक के अंदर नहीं जा सकता है और चूंकि यह एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और अगर यह नाभिक में प्रवेश नहीं करता है तो यह कार्य नहीं करेगा shortroot म्युटेंट में इस म्युटेंट के बाद से हम डेक्सामेथासोन के साथ ट्रीट नहीं कर रहे हैं यही कारण है कि आप पूरकता नहीं देखते हैं तो यह एक विशिष्ट shortroot प्रोटीन म्यूटेंट है और आपको CYCLIN D जीन का इंडक्शन या एक्सप्रेशन नहीं दिखता है लेकिन जब आप डेक्सामेथासोन के साथ ट्रीट करते हैं डेक्सामेथासोन मूल रूप से SHORTROOT प्रोटीन को नाभिक के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता है और जब SHORTROOT प्रोटीन नाभिक के अंदर प्रवेश करता है तो आप CYCLIN D अभिव्यक्ति शुरू कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि SHORTROOT प्रोटीन CYCLIN D की अभिव्यक्ति को सक्रिय कर रहा है और जब आप डेक्सामेथासोन प्लस ऑक्सिन को ट्रीट करते हैं तो आप देखें सकते है कि यह इस फेनोटाइप की नकल कर रहा है जहां आपके पास अतिरिक्त परतें हैं और अतिरिक्त परतें CYCLIN D की अधिक या विस्तारित अभिव्यक्ति हैं तो यह सब मिलकर सुझाव देते हैं कि SHORTROOT SCARECROW महत्वपूर्ण है और यह CYCLIN D प्रोटीन के auxin निर्भर सक्रियण को सक्रिय करने के लिए काम कर रहा है और RBR के साथ SCR के इंटरेक्शन को रेगुलेट करने में भी महत्वपूर्ण है CEI के असममित कोशिका विभाजन और अंत में एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स गठन की एक परत अगर मैंने यहां जो कुछ भी चर्चा की है उसका संक्षेप में वर्णन करता हूं तो दो बातों को याद रखना एक है कि SHORTROOT प्रोटीन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है और यह गति अनिवार्य रूप से एक ढाल उत्पन्न करती है आप कोशिकाओं को देख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि SHORTROOT प्रोटीन संवहनी ऊतक में उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाएं संवहनी ऊतक के बहुत करीब होती हैं उनमें SHORTROOT अधिक होती है और फिर इसी तरह से ऑक्टिन सिग्नलिंग पाथवे तो ऑक्सिन को आमतौर पर अत्यधिक विभाजित कोशिकाओं में या युवा ऊतकों में संश्लेषित किया जाता है और फिर एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली है कि ऑक्सिन को बहुत विशिष्ट तरीके से ले जाया जा सकता है यह एक प्रक्रिया है जिसे ध्रुवीय ऑक्सिन परिवहन कहा जाता है औक्सिन को कहीं भी संश्लेषित किया जा सकता है लेकिन इसे विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है और यह परिवहन ऑक्सिन कंसंट्रेशन सुनिश्चित करता है और ऑक्सिन कंसंट्रेशन में एक ढाल उत्पन्न करता है यह कुछ ऊतकों में ऑक्सिन की अधिकतम मात्रा उत्पन्न करता है एक अन्य ऊतक में ऑक्सिन की न्यूनतम मात्रा और ऑक्सिन morphogen की तरह से काम करता है यदि आपके पास ऑक्सिन की उच्च मात्रा है तो यह ऑक्सिन की कम मात्रा पर एक बहुत ही विशिष्ट आनुवंशिक कार्यक्रम को इंड्यूस कर सकता है यह एक अलग कार्य कर सकता है इस तरह की सभी चीजों का संयोजन यदि आप यहां देखते हैं स्थिति A में क्या होता है स्थिति A में CEI है CEI में हमारे पास उच्च मात्रा में auxin है और फिर क्या होता है कि SHORTROOT और SCARECROW auxin निर्भर तरीके से CYLCLIN D को सक्रिय करता है और यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से असममित कोशिका विभाजन को इंड्यूस करती है और असममित कोशिका विभाजन के बाद यदि आप आंतरिक कोशिकाओं में देखते हैं SHORTROOT और SCARECROW का डोमेन केवल एंडोडर्मिस कोशिकाओं तक ही सीमित है और यह कैसे प्रतिबंधित है यह एक और अलग विनियमन है जो हम यहां बात नहीं करने जा रहे हैं लेकिन आंतरिक कोशिकाओं में ऑक्सिन स्तर नीचे जा रहा है तो आपके पास एंडोडर्मिस के SCARECROW मध्यस्थता सेल भाग्य निर्धारण है कुल मिलाकर ऑक्सिन SHORTROOT SCARECROW RBR का संयोजन CEI में पहला या असममित कोशिका विभाजन सुनिश्चित करता है और फिर परत डिफरेन्शीऐशन की अंतिम प्रक्रिया एपिडर्मिस और लेटरल रूट कैप के डिफरेन्शीऐशन में भी इसी तरह का कोशिका विभाजन महत्वपूर्ण है अगर आप देखें तो यह एपिडर्मिस और लेटरल रूट कैप है इनिशियल्स पहले पेरिकिलिनल सेल डिवीजन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और फिर यह एंटीकाइनल सेल डिवीजन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और इससे अनिवार्य रूप से एपिडर्मिस और लेटरल रूट कैप का निर्माण होता है दोनों परतों की उत्पत्ति एक ही इनिशियल से होती है और दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं दोनों NAC डोमेन हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक है जिसे FEZ कहा जाता है दूसरे को SMB कहा जाता है जो SOMBRERO है और म्युटेंट पृष्ठभूमि में आप पेरिकाइनल कोशिका विभाजन की आवृत्ति को काफी कम कर सकते हैं तो यह जंगली प्रकार का स्तर है यह fez म्यूटेंट है और यह smb म्यूटेंट है तो जिसका अर्थ है कि दोनों पेरिकिलिनल सेल डिवीजन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जंगली प्रकार में परिपक्व जड़ में यह लेटरल रूट कैप के विकास पर अंततः प्रभावी है क्योंकि आप यहां जंगली प्रकार में देख सकते हैं कि लेटरल रूट कैपकी चार परतें हैं लेकिन जब आपके पास fez म्युटेंट होता है तो आपके पास केवल तीन होते हैं smb म्यूटेंट में कैप परतों की संख्या बढ़ जाती है इसलिए मूल रूप से वे लेटरल रूट कैप विकास को एक अलग तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं यदि आप यहाँ देखते हैं कि कैसे कोलुमेला इनिशियल्स डिफरेंट सेशन की प्रक्रिया से गुजरता है तो एक ही रेगुलेटर्स को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिखाया गया है यदि आप FEZ और SMB प्रोटीन के अभिव्यक्ति पैटर्न को देखते हैं तो भ्रूणजनन के दौरान FEZ यहां व्यक्त करना शुरू करते हैं जिस स्तर पर SMB सक्रिय नहीं था लेकिन थोड़ा बाद में चरण SMB सक्रिय हो रहा है और जब आप इस FEZ प्रोटीन को ओवरएक्सप्रेस करते हैं तो एंडोडर्मिस में क्या होता है तो आप SCARECROW प्रोटीन का उपयोग कर रहे हैं आप FEZ प्रोटीन व्यक्त कर रहे हैं और आप जो देख सकते हैं वह पेरीक्लिनल कोशिका विभाजन का अतिरिक्त दौर है यह पिछले अवलोकन का समर्थन करता है कि म्यूटेंट में पेरिकलिनल सेल डिवीजन के लिए FEZ महत्वपूर्ण है कि सेल डिवीजन कम हो जाता है लेकिन जब आप ओवरएक्सप्रेस करते हैं तो अतिरिक्त सेल डिवीजन हो रहा है यदि आप अभिव्यक्ति पैटर्न और उनके नियामक नेटवर्क को देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप इस FEZ को देखते हैं FEZ को QC में व्यक्त नहीं किया गया है लेकिन यह उन इनिशियल में व्यक्त करता है जो कोलुमेला इनिशियल है और जब यह कोलुमेला इनिशियल्स सेल डिवीजन की प्रक्रिया से गुजरता है तो क्या होता है इस कोशिका विभाजन के बाद FEZ की अभिव्यक्ति निचली कोशिकाओं में बनी हुई है लेकिन यह QC के करीब आने वाले इनिशियल से पूरी तरह से गायब हो जाती है और SMB इंडक्शन केवल निचली परत में शुरू होता है जो आपकी इनिशियल डॉटर सेल्स की इनिशियल्स हैं इसलिए यदि आप इन सभी अभिव्यक्ति पैटर्न और म्यूटेंटउ फेनोटाइप को देखते हैं यदि आप गठबंधन करते हैं तो एक रेगुलेटरी मेकैनिज्म है बहुत प्रारंभिक चरण में FEZ इन कोशिकाओं में सक्रिय हो रहा है फिर यह प्रारंभिक कोशिकाएं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरती हैं जब कोशिका विभाजनcell division निम्न कोशिकाओं में होता है FEZ SMB की अभिव्यक्ति को सक्रिय करता है लेकिन एक बार SMB सक्रिय होने के बाद यह तुरंत FEZ अभिव्यक्ति को दबा देता है और डिफरेंशियल अभिव्यक्ति पैटर्न होता है और यह रेगुलेटरी नेटवर्क कोलुमेला स्टेम सेल और डिस्टल सेल के लिए एक उचित स्टेम सेल पहचान सुनिश्चित करता है कोशिकाओं डिफरेन्शीऐशन कार्यक्रम की प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए यदि आप विस्तार से देखते हैं कि ऑक्सिन रूट कैप गठन को कैसे नियंत्रित करता है तो अन्य सबूत हैं तो मूल रूप से ये ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर हैं ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का वर्ग है जो ऑक्सिन सिग्नलिंग के डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और अगर आप ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर को म्यूटेट करते हैं तो सिंगल म्यूटेंट में आपको ज्यादा फेनोटाइप नहीं दिखता है लेकिन जब आप ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर 10 और 16 का डबल म्यूटेंट बनाते हैं तो आप देखते हैं कि रूट ग्रोथ में कमी है और अगर आप कोलुमेला में दिखते हैं तो जंगली टाइप में आपके पास डिफ़र्इन्चीएटिड कोल्युमेला है लेकिन इस म्यूटेंट पृष्ठभूमि में अधिकांश कोलुमेला कोशिकाओं डिफ़र्इन्चीएटिड नहीं हैं तो डिफरेन्शीऐशन में समस्या है वे विभाजित हो रहे हैं और परतों की परतों की संख्या भी बढ़ गई है एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर 10 और 16 वे माइक्रो आरएनए 160 द्वारा रेगुलेटेड हैं इसलिए माइक्रो आरएनए आपको पता है कि वे छोटे आरएनए और माइक्रो आरएनए हैं यदि वे एक जीन को लक्षित करते हैं तो वे अपनी अभिव्यक्ति को शांत करते हैं यदि आप माइक्रो आरएनए को ओवरएक्सप्रेस करते हैं तो यह औक्सिन रिस्पांस फैक्टर्स के फ़ंक्शन के नुकसान के समान एक फेनोटाइप देता है जब आप MIRNA को ओवरएक्सप्रेस करते हैं तो अधिक माइक्रो आरएनए होता है जिसका अर्थ है ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर का अधिक डाउनरेगुलेशन जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टरम्यूटेंट के समान फेनोटाइप होता है माइक्रो आरएनए सिर्फ 21 से 24 न्यूक्लियोटाइड अणु हैं और उनके पास लक्ष्य के साथ कुछ पूरक अनुक्रम होते हैं और यदि आप इस टारगेट बाइंडिंग सीक्वेंसेस को म्यूटेंट करते हैं यदि आप ऑक्सिन प्रतिक्रिया कारक के म्यूटेंट संस्करण के साथ पूरक करते हैं तो माइक्रो आरएनए लाइनों के ओवरएक्प्रेशन में आप फेनोटाइप नहीं देखते हैं जो यह सुझाव देता है कि माइक्रो आरएनए बाइंडिंग के माध्यम से औक्सिन रेसपोंसी फैक्टर 10 और 16 को रेगुलेट कर रहा है और यह रेगुलेशन कोलुमेला सेल डिफरेन्शीऐशन में महत्वपूर्ण है या रूट कैप गठन में इसी तरह के फेनोटाइप आप यहां देख सकते हैं यदि आपके पास जंगली प्रकार है तो यह डिफरेन्शीऐशन पैटर्न है यदि आप ऑक्सिन के साथ ट्रीट करते हैं यहां ऑक्सिन का नुकसान हुआ था अब हमें ऑक्सिन का लाभ हो रहा है जब आपके पास अधिक ऑक्सिन है तो आप डिफरेन्शीऐशन देख सकते हैं यहां तक कि स्टेम सेल गुण खो जाते हैं आपके पास यह YUC है yuc म्यूटेंट मूल रूप से ऑक्सिन बायोसिंथेसिस में दोष है जोकि आंतरिक बायोसिंथेसिस कम होने के कारण है तो कम मात्रा में ऑक्सिन में आप स्टेम कोशिकाओं की दो परत देख सकते हैं इसी तरह यदि आप इस म्यूटेंट पृष्ठभूमि को देखते हैं और यदि आप पूरकता को देखते हैं या यदि आप एक डबल म्यूटेंट ट्रिपल म्यूटेंट ऑक्सिन प्रतिक्रिया कारक 10 16triple mutant auxin response factor 10 16 बनाते हैं तो यदि आप wox5 के साथ गठबंधन करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि ये औक्सिन रिस्पांस फैक्टर्स माइक्रो आरएनए ऑक्सिन सभी WOX5 मार्ग के माध्यम से काम कर रहे हैं जिसका मतलब है कि संयोजन मदद नहीं कर रहा है जीन के लिए कुछ और महत्वपूर्ण म्यूटेंट हैं जो रूट कैप गठन के बाद के चरण को रेगुलेट कर रहे हैं रूट कैप गठन का अंतिम चरण प्रोग्राम्ड सेल डेथ है क्योंकि प्रोग्राम सेल डेथ की प्रक्रिया के द्वारा इन कैप्स को एक निश्चित आवृत्ति पर हटा दिया जाता है लेकिन यदि आप इस म्यूटेंट पृष्ठभूमि को देखते हैं तो यह लेटरल रूट कैप नहीं हट रहा है तो ये रूट कैप परिपक्वता की प्रक्रिया है यह भी महत्वपूर्ण है और कुछ अन्य ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जिनकी पहचान की गई है जो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं अगर हम सेल डिवीजन और सेल डिफरेन्शीऐशन के बीच ट्रेन्ज़िशन के समग्र रेगुलेशन में देखते हैं औक्सिन ARF 10 16 को नियंत्रित कर रहा है और ये WOX5 मार्ग के माध्यम से स्टेम सेल आला को प्रतिबंधित या रेगुलेट करने और उचित डिफरेन्शीऐशन कार्यक्रम की अनुमति देने के लिए काम कर रहे हैं यहां यदि आप परत दर परत देखते हैं कि रेगुलेशन कैसे काम कर रहा है तो यह आपका QC है यह c 1 c 2 c 3 c 4 c 5 है QC में कम विभाजन है कम डिफरेन्शीऐशन है या आप कह सकते हैं कि QC में कोई विभाजन नहीं है डिफरेन्शीऐशन नहीं है और WOX 5 मौजूद है यदि आप एक परत नीचे आते हैं तो यह परत मूल रूप से स्टेम सेल है स्टेम सेल को विभाजित करना होगा इसलिए यहाँ डिफरेन्शीऐशन पर हावी हो रहा है और WOX 5 बहुत सक्रिय है RBR सक्रिय है और FEZ सक्रिय है लेकिन अन्य परतों में c 2 से c 5 परत ARF 10 ARF 16 SMB FEZ और RBR से इंटरेक्ट करते हैं और वे ट्रॅन्ज़िशन् को सेल विभाजन मोड से सेल डिफरेन्शीऐशन करते हैं और यदि आप अंतिम परत में आते हैं जिसे टर्मिनल डिफरेन्शीऐशन कहा जाता है अंतिम परत डिफरेन्शीऐशन एक और जीन है जिसे BRN1 और BRN2 कहा जाता है और SMB वे टर्मिनल डिफरेन्शीऐशन की प्रक्रिया शुरू या सक्रिय करते हैं और यही कारण है कि यदि आपके पास BRN1 और BRN2 नहीं हैं तो टर्मिनल डिफरेन्शीऐशन दोषपूर्ण है और यही कारण है कि आप लेटरल रूट कैप गठन की कई परत देख सकते हैं इसलिए हम यहां रुकेंगे और अगली कक्षा में हम संवहनी ऊतक विकास पर चर्चा करेंगे